एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल ब्लूटूथ है यह ब्लूटूथ तकनीक IoT अनुयोजकता के निर्माण के लिए भारी उपयोग की जाती है हम पहले ही ज़ीगबी से गुजर चुके हैं हम विभिन्न अन्य संबद्ध तकनीकों से भी गुजरे हैं जैसे कि 6LoWPAN जैसे कि हार्ट वायरलेस हार्ट आर एफ आई डी और एन एफ सी भी और यह विशेष तकनीक ब्लूटूथ का उपयोग आमतौर पर विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क बनाने की आवश्यकता होती है हो सकता है कि आप वायरलेस वायर्ड अनुयोजकता को अलग अलग उपकरणों के बीच वायर्ड अनुयोजकता को बदलने के लिए यदि आप विभिन्न उपकरणों के बीच केबलो को बदलना चाहते हैं ब्लूटूथ का उपयोग किया जा सकता है इसलिए आप केबलो को उनके बीच वायरलेस अनुयोजकता देते हैं जो ब्लूटूथ की मदद से किया जा सकता है और यही प्रोटोकॉल है कि हम इस विशेष व्याख्यान में चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए यदि हम ब्लूटूथ तकनीक को देखते हैं तो इसका उपयोग विशेष रूप से सीमित संचार के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क जो कंप्यूटर के विभिन्न बाह्य उपकरणों को ब्लूटूथ का उपयोग कर कम्प्यूटर से जोड़ने का एक बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला अनुप्रयोग है दूसरा 2 मोबाइल उपकरणों के बीच ब्लूटूथ का उपयोग करके डेटा स्थानान्तरित किया जा सकता है इन मोबाइल उपकरणों को निश्चित तौर पर ब्लूटूथ रेडियो का समर्थन ज़रूरी है लेकिन अगर इसे समर्थन किया जाए और अब ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन ख़ासकर स्मार्टफ़ोन वे सभी ब्लूटूथ के साथ सक्षम है तो आप जानते हैं कि कोई भी फ़ाइल संगीत वीडियो स्थानांतरित कर सकता है तो आगे और यह कुछ बहुत ही सामान्य है कि हम आम तौर पर हम फ़ाइलों को स्थानांतरित करते हैं हम 2 ब्लूटूथ डिवाइसों के बीच विभिन्न चीजों को ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन के रूप में स्थानांतरित करते हैं जहां हमारे पास 2 ब्लूटूथ उपकरण क्लाइंटऔर सर्वर होते हैं इन 2 उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरित किया गया है अब हम इस विशेष व्याख्यान में एक बहुत ही सरल प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन इसके सभी विभिन्न अनुप्रयोगों से गुजरने वाले हैं तो यह उपयोग किया जाता है ब्लूटूथ का उपयोग सीमित संचार के लिए किया जाता है और यह आम तौर पर ऐसे उदाहरणों के लिए उपयोग किया जाता है जहां केबल को बदलने के लिए आवश्यक है मौजूदा केबल को बदलना होगा तो केबल प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल की आवश्यक है और यही कारण है कि जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे कि हमारे पास एक पूरी तरह से अलग और पूरी तरह से अलग प्रोटोकॉल स्टैक है जो मूल रूप से ब्लूटूथ का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित है बेशक यह काफी हद तक OSI लेयर्स TCP IP और OSI लेयर्स के साथ मैच करता है लेकिन तब हमारे पास ब्लूटूथ संरचना में अलग अलग नामों के साथ लेयर्स की पूरी तरह से अलग आकृति होती है और हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल भी होते हैं जो उन विभिन्न लेयर्स में कार्य में करते हैं तो हम थोड़ी देर में इसके माध्यम से जाएंगे तो ब्लूटूथ के बारे में एक बहुत अच्छी चीज है ब्लूटूथ सुरक्षित है ब्लूटूथ मूल रूप से उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और एक अन्य विशिष्ट विशेषता यह है कि ब्लूटूथ एड हॉक तंत्र बनाने में मदद करता है तो अवधारणाएं जैसे एड हॉक तकनीकी एड हॉक पीकोनेटस मूल रूप से ब्लूटूथ के मामले में उपयोग की जाती हैं ब्लूटूथ तकनीक भी पिछले वाले जैसे हार्ट वगैरह की तरह है जिसे हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था जो आई एस एम बैंड 24 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 2484 गीगाहर्ट्ज़ में काम करता है यह 1600 हाॅप्स प्रति मिनट की मामूली दर से स्प्रेड स्पेक्ट्रम होपिंग फुल ड्यूप्लेक्स संकेत का उपयोग करता है यह एक एम बी पी एस डाटा गति का समर्थन करता है जो काफी आकर्षक सीमित उच्च गति डेटा संचार को सपोर्ट करता है ब्लूटूथ में 3 प्रकार के रेडियो होते हैं जो हम आम तौर पर पाएंगे और ये सभी अलग अलग तरीकों से काम करते हैं हमारे पास क्लास एक रेडियो क्लास 2 रेडियो और क्लास 3 रेडियो है क्लास 3 के रेडियो में 1 मीटर या 3 मीटर तक की सीमा होती है क्लास 2 रेडियो अधिकतर मोबाइल उपकरणों में पाए जाते हैं जिनकी सीमा 10 मीटर या 30 फीट होती है और क्लास एक रेडियो का उपयोग प्राथमिक रूप से 100 मीटर या 300 फीट की सीमा वाले औद्योगिक उपयोग के मामलों में किया जाता है ब्लूटूथ का उपयोग करके संपर्क स्थापना के संदर्भ में 3 अलग अलग चरण हैं पहले एक खोज या पूछताछ चरण है अगला एक पेजिंग चरण है और तीसरा एक संपर्क चरण है तो मूल रूप से संपर्क स्थापना के लिए पूछताछ चरण में केवल 3 चरण है कुछ प्रकार की जांच है जो एक ब्लूटूथ उपकरण से चलती है और विशेष रूप से ब्लूटूथ उपकरण मूल रूप से यह क्या करता है यह इसके आसपास अन्य उपकरणों की खोज करने की कोशिश करता है तो यह एक ब्लूटूथ डिवाइस है जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इसके आसपास के क्षेत्र में अन्य डिवाइस क्या हैं तो यह मूल रूप से यह खोज चरण है या अगले चरण में पूछताछ का चरण बहुत सरल है अगला चरण पेजिंग चरण है जहां 2 ब्लूटूथ डिवाइसों के बीच किसी तरह का संपर्क बनता है जो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो किसी प्रकार का संपर्क बनता है और तीसरा एक संपर्क चरण होता है जहां एक उपकरण या तो सक्रिय रूप से तंत्र में भाग लेता है या कम पावर स्लीप अवस्था में प्रवेश करता है ब्लूटूथ उपकरणों के संचालन के विभिन्न तरीके है एक सक्रिय अवस्था है और यह वह मोड है जहां उपकरण मूल रूप से सभी अलग अलग मामलों में पूरी तरह से सक्रिय है यह डेटा को सक्रिय रूप से प्रसारित करता है सक्रिय रूप से डेटा प्राप्त करता है और इसी तरह आगे तो यह पूरी तरह कार्यात्मक है अन्य 3 चरणों में पूरी तरह से सक्रिय है स्नीफ अवस्था होल्ड अवस्था और पार्क अवस्था इन सभी 3 अलग अलग अवस्था मूल रूप से बिजली की बचत अवस्था हैं और वे अलग अलग तरीकों से बहुत ठीक बहुत ही मिनटों में अलग है स्नीफ मोड में उपकरण मूल रूप से सोता है और केवल एक विशेष पूर्वनिर्धारित अंतराल पर संचरण के लिए सुनता है होल्ड अवस्था मे यह एक बिजली की बचत अवस्था भी है जहां एक उपकरण एक निर्धारित अवधि के लिए सोता है और फिर सक्रिय अवस्था में वापस आ जाता है और पार्क अवस्था में गुलाम तब तक निष्क्रिय हो जाएगा जब तक कि मास्टर इसे वापस जागने के लिए नहीं कहता तो हमारे पास ब्लूटूथ उपकरण के संचालन के ये सभी 4 अलग अलग अवस्था है सक्रिय अवस्था पूरी तरह कार्यात्मक पूरी तरह से सक्रिय पूरी तरह से संचारण पूरी तरह से प्राप्त करना और अन्य 3 अवस्था स्निफ अवस्था होल्ड अवस्था और पार्क अवस्था सभी अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रकार के बिजली बचत अवस्था हैं तो यह प्रोटोकॉल स्टैक है जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था इसलिए हमारे पास फिजीकल लेयर है तो हमारे पास बेसबैंड लेयर है हमारे पास एल2 कैप है और फिर कुछ अलग लेयरस और संबंधित प्रोटोकॉल हैं जो शीर्ष लेयरस में समर्थित हैं और फिर हमारे पास एप्लिकेशन लेयर है तो ये ब्लूटूथ प्रोटोकॉल में अलग अलग लेयरस हैं मैं आपको केबल प्रतिस्थापना के बारे में बता रहा था कि जैसे प्रोटोकॉल आरएफसीओएमएम प्रोटोकॉल हैं जो पारंपरिक टेलीफोनी प्रोटोकॉल जो सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल का समर्थन करेगा जो अन्य लिंक लेयर कार्य जैसे एलएलसी का समर्थन करेगा तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जिन्हें इस शिर्ष पर समर्थित किया जा सकता है कि ब्लूटूथ में भौतिक बेसबैंड L2CAP लेयर है अब इसे मूल रूप से पारंपरिक OSI लेयरस पर सम्बद्ध किया जा सकता है और इसलिए ये OSI लेयरस हैं तो यहाँ फिर से आपके पास फिजीकल लेयर है आपके पास लिंक लेयर है आपके पास अलग मिडलवेयर है आपके पास एप्लिकेशन लेयर है और सम्बद्धता का सटीक रूप मूल रूप से स्लाइड में इस विशेष आकृति में दिखाया गया है तो यह है कि यह कैसे सम्बद्ध करता है ठीक है तो हमारे पास भौतिक रेडियो लेयर या फिजीकल लेयर बेसबैंड लेयर एल2 कैप है और यह आप जानते हैं कि एलएलसी आरएफसीओएमएम टेलीफोनी सर्विस डिस्कवरी और एप्लीकेशन लेयर और इस तरह से वे OSI पारंपरिक OSI लेयरस को सम्बद्ध करते हैं तो बेसबैंड लेयर या भौतिक वह जो मूल रूप से यहां भौतिक से ऊपर है इसलिए भौतिक मूल रूप से रेडियो के अलावा कुछ भी नहीं है और आप जानते हैं कि वास्तव में हमें समझने की आवश्यकता नहीं है बेसबैंड ब्लूटूथ की फिजीकल लेयर है जो भौतिक चैनलों का प्रबंधन करता है और लिंक करता है और विभिन्न सेवाएं जैसे त्रुटि सुधार डेटा व्हाइटनिंग हॉप चयन ब्लूटूथ सुरक्षा हम इसके विवरण मे नहीं जा रहे हैं आपके लिए यह जानना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि यदि यह आवश्यक है तो वास्तव में आप जानते हैं कि यह सिर्फ आपको पता है कि हम इस विशेष पाठ्यक्रम में हम सिर्फ अलग अलग प्रोटोकॉल के संपर्क में आ रहे हैं इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि इनमें से प्रत्येक प्रोटोकॉल का हम वास्तव में बहुत गहराई तक पता लगाये और चीजें जैसा कि आप जानते हैं जो गौसियन नाइस से जोड़ते हैं या आप त्रुटि सुधार वगैरह जानते हैं ये मुश्किल हैं ये मूल रूप से आप जानते हैं कि विभिन्न कार्यात्मक डेटा व्हाइटनींग आप व्हाइट नाइस की मदद से जानते हैं आप गॉसियन नाइस वगैरह को जानते हैं आप जानते हैं तो ये चीजें हैं जो मूल रूप से बेसबैंड लेयर में समर्थित हैं फिर हमारे पास एल2 कैप है और एल2 कैप में जो मूल रूप से बेसबैंड लेयर के शीर्ष पर है कार्यात्मकता जैसे कि मल्टीप्लेक्सिंग 2 ब्लूटूथ उपकरणों के बीच कई तार्किक संपर्क कार्य करना इस विशेष लेयर का उपयोग करके संभव हो जाता है तो इस विशेष कार्यक्षमता को एल2 कैप लेयर में लागू किया गया है एल2 कैप उपरी लेयर प्रोटोकॉल को संपर्क अभिविन्यस्त और कनेक्शन के बिना डेटा सेवाएं प्रदान करता है जो प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग क्षमता विभाजन प्रदान करता है इसलिए क्योंकि मूल रूप से आप जानते हैं कि आप उदाहरण के लिए चलचित्र जब भेज रहे हैं तो इसे एक बार में सभी को नहीं भेजा जा सकता है तो इसे खंडित किया जाता है और खंड वार इसे प्रेषित किया जाना है और फिर बाद में क्षेत्र असेम्बल भी किया जाता है तो विभाजन और दुबारा जोड़ना और समूह पृथक्करण जिसे आप जानते हैं इसलिए एक साथ समूह बनाकर उन्हें पृथक किया जाता है और इसी तरह की कार्यक्षमताएँ इस उच्चतर लेयर पर की जाती हैं जो एल2 कैप लेयर है फिर हमारे पास शीर्ष पर अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जैसे कि आरएफसीओएमएम पूर्ण रूप रेडियो आवृत्ति संचार प्रोटोकॉल है जो मूल रूप से एक केबल प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल है और आरएफसीओएमएम का मुख्य उद्देश्य या अधिक विशेष रूप से आप जानते हैं इसलिए ब्लूटूथ और अधिक विशेष रूप से आरएफसीओएमएम मूल रूप से पहले से ही सीरियल केबल को बदलने के लिए है यह है कि पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाना है तो केबल का उपयोग समाप्त करें और इन प्रोटोकॉल को पेश करें और यह मूल रूप से ब्लूटूथ को केबल प्रतिस्थापन तकनीक बना देगा तो यह आरएफसीओएमएम यह आर एस 232 के तरह काम करता है और अगर आपको याद है कि आर एस 232 वर्तमान में इसे ई आई ए 232 के रूप में भी जाना जाता है आर एस 232 मूल रूप से आपको पता है कि यह एक सीरियल पोर्ट संचार प्रोटोकॉल है सीरियल पोर्ट संचार प्रोटोकॉल पारंपरिक सीरियल पोर्ट संचार प्रोटोकॉल आर एस 232 है तो यह आर एस 232 अनुकरण करने वाला है इसका व्यवहार इस विशेष प्रोटोकॉल आरएफसीओएमएम में अनुकरण होता है आरएफसीओएमएम प्रोटोकॉल यह उपयोगकर्ता को टीसीपी के समान एक सरल विश्वसनीय डेटा घारा प्रदान करता है और 2 ब्लूटूथ उपकरण के बीच एक साथ साठ तक संपर्क का समर्थन करता है फिर अंत में हमारे पास सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल है और कुछ टेलीफोनी प्रोटोकॉल वगैरह हैं क्योंकि इन्हे पारंपरिक टेलीफोनी कार्यो का समर्थन करना है इसलिए हम उनके माध्यम से नहीं जा रहे हैं सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंततः हम विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं की पेशकश के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करने जा रहे हैं किसी प्रकार की सेवा की खोज करनी होगी इसलिए एसडीपी उपलब्ध सेवाओं और उनकी विशेषताओं की खोज के लिए अनुप्रयोगों को सक्षम बनाता है और एसडीपी ब्लूटूथ वातावरण की अनूठी विशेषताओं को संबोधित करता है जैसे उपकरणों की आरएफ निकटता गति में सेवाओं की गुणवत्ता में गतिशील परिवर्तन और एक विश्वसनीय पैकेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर कार्य कर सकता है तो एसडीपी यह एक सेवा अनुरोध प्रतिक्रिया मॉडल का उपयोग कर एक अनुरोध भेजा जाता है एक प्रतिक्रिया वापस प्राप्त होती है ठीक है अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो ब्लूटूथ को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह पिकोनेट की अवधारणा के रूप में जाना जाता है पिकोनेट एक प्रकार की इकाई है जिसे आप ब्लूटूथ में तंत्र के इकाई रूप मे जानते हैं तंत्र के इकाई इसका क्या मतलब है तो हमने कहा है कि हम इस विशेष उदाहरण को देखें इसलिए हम यह समझने जा रहे हैं कि हमें यह समझना होगा कि पिकोनेट कैसे काम करते हैं इसलिए हमारे पास जो कुछ है वह मास्टर के रूप में जाना जाता है तो हमारे पास m ब्लूटूथ नोड एक ब्लूटूथ उपकरण है जो एक मास्टर के रूप में कार्य करेगा और अलग अलग गुलाम उपकरण हो सकते हैं इसलिए हमारे पास मास्टर हैं हमारे पास अलग अलग गुलाम हैं तो यह पूरी तरह से पिकोनेट है यह पिकोनेट है और किसी विशेष इकाई में कितने है इसका मतलब है कि एक विशेष पिकोनेट में एक पिकोनेट में केवल एक मास्टर हो सकता है केवल एक मास्टर और एक या अधिक गुलाम कितने तक कितने 7 गुलाम तो 1 2 3 7 गुलामों तक तो एक मास्टर और एक पिकोनेट में 7 गुलाम तक हो सकते हैं अब तो यह पिकोनेट हमारे पास एक पिकोनेट है हमारे पास एक और पिकोनेट है हमारे पास एक और पिकोनेट है तो यह एक पिकोनेट है यह एक और पिकोनेट है यह एक तीसरा पिकोनेट है तो हमारे पास 3 अलग अलग पिकोनेट हैं और साथ में इन सभी पिकोनेट को एक साथ रखा जाता है उन्हें हमारे पास स्कैटरनेट के रूप में जाना जाता है तो यह स्कैटरनेट की अवधारणा है एक स्कैटरनेट में आपके पास एक साथ काम करने के लिए कई पिकोनेट्स हैं और ये पिकोनेट मूल रूप से गेटवे के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं और यह गेटवे नोड्स कुछ भी हो सकता है जैसे आप जानते हैं तो यह हो सकता है तो ऐसा होता है कि आपके यहां एक मास्टर है कहते हैं कि यह एक मास्टर है और फिर आपके पास अलग अलग गुलाम हैं यहां एक और गुलाम हो सकता है और इस पिकोनेट के ये गुलाम विशेष रूप के पिकोनेट मे मास्टर के रूप में कार्य कर सकता है तो आप जानते हैं कि एक पिकोनेट में गुलाम दूसरे पिकोनेट में एक मास्टर हो सकता है और फिर एक या अधिक गुलाम हो सकता है और यही तरीका है कि आप जानते हैं कि यह सिलसिला जारी है और साथ में हमारे पास पिकोनेट्स और स्कैटरनेट की अवधारणा है इसलिए वापस जा रहे हैं तो हमारे पास ब्लूटूथ सक्षम उपकरण हैं जो छोटी दूरी के संचार के लिए वायरलेस तरीके से जुड़े होते है और संचार करते हैं इसका एकल रूप इसका इकाई नेटवर्क है ब्लूटूथ डिवाइस मास्टर या गुलाम के रूप में कार्य करने की क्षमता के साथ छोटे तदर्थ विन्यास में मौजूद है जिसमें एक मास्टर और एक विशेष पिकोनेट में एक या 7 तक गुलाम होने का प्रावधान है सरलतम विन्यास एक मास्टर और एक गुलाम के साथ एक बिंदुवार विन्यास है और जहां हम इसे प्राप्त करते हैं यह कुछ ऐसा है कि हम आमतौर पर एकल मास्टर एकल गुलाम प्रकार के विन्यास का उपयोग करते हैं जो हम आमतौर पर हमारे मोबाइल उपकरणों के बीच फ़ाइलों का आदान प्रदान करने के लिए चलचित्र का आदान प्रदान करने के लिए चित्र ग्राफिक्स और इसीप्रकार विनिमय करने उपयोग करते हैं इसलिए जब हम अपने स्मार्टफ़ोन्स का उपयोग कर रहे हैं तो हम अपने स्मार्टफ़ोन्स में ब्लूटूथ को चालू करने के लिए स्मार्टफ़ोन को चालू करते हैं आप को पता है 2 उपकरण और फिर इस तरह के एक उपकरण से एक छवि को भेजा जा सकता है एक फ़ाइल को दूसरे ऐसे उपकरण में भेजा जा सकता है इस विशेष विन्यास का उपयोग करके खोज या दीक्षा चरण के बाद भेजा जा सकता है इसलिए हमारे पास एक मास्टर एक गुलाम प्रकार का विन्यास है इसलिए जब 2 से अधिक ब्लूटूथ उपकरण एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं इसे एक पिकोनेट कहा जाता है एक पिकोनेट में एक ही मास्टर के आसपास 7 गुलाम तक हो सकते हैं उपकरण जो कि पिकोनेट की स्थापना को आरंभ करता है वह मास्टर बन जाता है और मास्टर टीडीएमए का उपयोग करके तंत्र को निर्धारित समय की एक श्रृंखला में विभाजित करके संचरण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है तो मूल रूप से क्या होता है एक पिकोनेट के भीतर हमारे पास एक मास्टर है और हमारे पास आप जानते है 7 गुलाम तक है तो मास्टर क्या करता है उसे अलग अलग निर्धारित आवंटित समय को विभाजित करना होगा और हमें उन निर्धारित समय को उस पिकोनेट में गुलाम नोड्स के बीच वितरित करना होगा और मास्टर को यह समय समय पर सुनिश्चित करना होगा कि यह बात पूरी हो गई और इसे विभिन्न गुलाम को उसके पिकोनेट में वितरित किया जाता है तो एक पिकोनेट में मास्टर का यह काम है तो यह चित्र पिकोनेट और स्कैटरनेट के विन्यास को दर्शाता है तो हमारे पास एक पिकोनेट्स है हम यहां देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पिकोनेट से मिलकर एक स्कैटर नेट है यह एक पिकोनेट है यह एक और पिकोनेट है और हम देखते हैं कि एक मास्टर है और 4 गुलाम के बजाय 3 गुलाम हैं और यह गुलाम इन 2 पिकोनेट के बीच एक पुल के रूप में कार्य कर रहा है और ये इस विशेष पिकोनेट के लिए फिर से 3 अलग अलग गुलाम हैं और यहां जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहां इन प्रत्येक पिकोनेट में अलग अलग मास्टर हैं यह एक ही मास्टर की तरह नहीं है वास्तव में जो हमारे पास हो सकता था वह यह पुल है जो इस पिकोनेट के लिए एक गुलाम है इसे इस तरह से भी विन्यास किया गया है कि यह इस पिकोनेट के लिए एक मास्टर के रूप में कार्य करेगा यह भी संभव है तो गुलाम के मास्टर वे 42 बिट पते का उपयोग करते हैं तो यह पता बताने वाली योजना है जिसका उपयोग प्रत्येक पिकोनेट उपकरण अन्य उपकरणों से 7 के साथ एक साथ कनेक्शन का समर्थन करेगा प्रत्येक उपकरण एक साथ कई पिकोनेट्स के साथ संवाद कर सकता है और पिकोनेट गतिशील ढंग से और स्वचालित रूप से स्थापित कर सकते हैं गतिशील ढंग जैसा ब्लूटूथ सक्षम उपकरण पीकनेट्स में प्रवेश करते हैं और छोड़ते हैं तो वे मूल रूप से विन्यास स्व विन्यास कर सकते हैं वे बदल सकते हैं आप जानते हैं उपकरण नही कर सकते ब्लूटूथ उपकरण एक पिकोनेट में मिल सकते हैं गतिशील ढंग से पिकोनेट से बाहर जा सकते हैं और टोपोलॉजी तदनुसार बदलती है तो इन सभी चीजों को एक पिकोनेट में चित्रित किया गया है गुलाम के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है या तो सभी कनेक्शन मास्टर से गुलाम या गुलाम से मास्टर अवस्था गुलाम को संचारित करने की अनुमति है एक बार जब मास्टर के द्वारा इनका चुनाव हो जाता है तो गुलाम से मास्टर मे ट्रांसमिशन से शुरू होता है उसी समय तुरंत ही मास्टर से एक चयनित पैकेट का पीछा करता है और उपकरण 2 या उससे अधिक पिकोनेट का सदस्य हो सकता है और यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले भी समझाया था एक पिकोनेट में कोई विशेष उपकरण गुलाम हो सकता है और दूसरे मे यह एक मास्टर के रूप में भी काम कर सकता है और साथ में आप इन सभी पिकोनेट को रख सकते हैं और जो आपको मिलता है वह भौतिक विस्तार रूप से है कई पिकोनेट मे आधारभूत संरचना स्कैटरनेट के नाम से जाना जाता है ब्लूटूथ के अनुप्रयोग काफी सामान्य हैं श्रवण वादक घर स्वचालन प्रणाली स्मार्टफोन खिलौने हैंड्स फ्री हेडफोन संवेदक तंत्र ये सभी ब्लूटूथ के उपयोगकर्ता हैं तो ब्लूटूथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे हमने अभी आच्छादित किया है और यह IoT सिस्टम के निर्माण के लिए काफी उपयोग किया जाता है ज़िगबी हार्ट ब्लूटूथ एन एफ सी आर एफ आई डी ये सभी विभिन्न तकनीकों की तरह हैं जिनका उपयोग IoT के निर्माण के लिए विभिन्न नोड्स के बीच संचार स्थापित करने के लिए किया जा सकता है इन सभी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और हमने पहले ही देखा है कि पिछले व्याख्यान में हमने देखा है कि वायरलेस हार्ट और ज़िगबी एक दूसरे से कितने अलग हैं और अब यह भी स्पष्ट है कि कैसे ब्लूटूथ ज़िगबी से अलग है तो ब्लूटूथ के लिए हम ज़िगबी के मामले में कोई डेटा दर की तुलना में उच्च डेटा दर संचार कर सकते हैं लेकिन ज़िगबी ब्लूटूथ की तुलना में बहुत कम बिजली की खपत करता है तो उपयोग के आधार पर फायदा और नुकसान हैं वास्तव में यह भी हो सकता है कि हम इन सभी तकनीकों का समानांतर में एक साथ उपयोग कर सकते हैं और हमारे पास ज़िगबी के साथ एक ब्लूटूथ काम कर सकता है ज़िगबी हार्ट वगैरह के साथ काम कर रहा है और इसलिए ये सभी चीजें संभव हैं ज़िगबी मुख्य रूप से उपभोक्ता IoT हार्ट वायरलेस हार्ट मुख्य रूप से औद्योगिक IoT है लेकिन यह भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भी शायद औद्योगिक IoT या दूसरी तरफ उपभोक्ता IoT के लिए उन सभी को एक साथ रख सकते हैं तो यह भी किया जा सकता है तो ये हैं कि ये सभी शक्तिशाली प्रौद्योगिकियां जिनका उपयोग IoT सिस्टम के निर्माण के लिए किया जा सकता है